बायोरिएक्टर्स पर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के लेक्चर 16 में आप सभी का स्वागत है I इसके पहले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखा था I इस लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे I यह प्रेक्टिस प्रॉब्लम 41है I प्रॉब्लम कुछ इस तरह है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के लिए जो 500 आरपीएम 1 atm 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायनेमिक रिस्पांस विधि से कार्य कर रहा है 𝑘𝐿𝑎 निर्धारण के दौरान निम्न डाटा उत्पन्न किए गए थे I ऑक्सीजन का स्रोत हवा है I DO स्तर को नियंत्रित करने के लिए मिलिवोल्ट मीटर का उपयोग किया गया है I बायोरिएक्टर का 𝑘𝐿𝑎 ज्ञात कीजिए I यहां पर मिलिवोल्ट में डिसोल्व ऑक्सीजन एवं समय दिया गया है I इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम पूछते हैं कि क्या जरूरी है डायनेमिक रिस्पांस विधि में बायोरिएक्टर की 𝑘𝐿𝑎 I क्या दिया गया है या क्या मालूम है